मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के वर्ग में आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमने एक महत्वपूर्ण बाजार के बारे में चर्चा की जो कि ग्रामीण बाजार है जहां हमने इस बारे में चर्चा की कि शहरी और ग्रामीण बाजार के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं ग्रामीण बाजार इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मार्केटर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार ग्रामीण बाजारों में अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए ताकि कंपनियों को सही प्रकार का डेटा उपलब्ध हो सके और वे तदनुसार और अधिक नवीन हो सकें और ग्रामीण बाजारों और सभी के लिए नए उत्पाद विकसित कर सकें इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार आज खुल गए हैं पूरे विश्व में कमोबेश एक ही बाज़ार कंपनी बन जाती है जहाँ आप जानते हैं कि वे कहते हैं कि एक छोटा उत्पाद है अगर कोई उत्पाद है जो हमें बताए कि यह भारत से आया है फिर यदि आप इसे कई हिस्सों में तोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि एक हिस्सा वियतनाम में बना है दूसरा हिस्सा चीन में बना है दूसरा हिस्सा बनाया गया है आइए हम बताते हैं कि यूरोप और आखिरकार भारत में इसे इकट्ठा किया जा सकता है इसलिए इस कहानी पर न केवल भारत के एक मामले में बल्कि यह सिर्फ एक कहानी है जो दुनिया के लगभग हर उत्पाद पर लागू होती है इसका सीधा सा कारण यह है कि कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और फिर अलग अलग सप्लायर्स से अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा कर रही हैं ग्लोबलाइज़ेशन ने आज भूमंडलीकरण ने वास्तव में चुनौतियों को खोल दिया है इसने प्रतियोगिता को खोल दिया है इसलिए यह पूर्णता ऐसे लोगों के लिए कई फायदे लेकर आई है जो बहुत ही अभिनव हैं और अच्छी कंपनियां कर रहे हैं जो बहुत ही अभिनव हैं लेकिन यह कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है यदि आप नहीं करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में शायद प्रतिस्पर्धा करें ताकि आप वापस गिर सकें इसलिए आइए देखें कि यह इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग अलग है क्योंकि हर बाजार अलग है बाजार में लोगों का हर व्यवहार अलग है इसलिए मान लीजिए कि आप बाजार x के लिए एक उत्पाद बनाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों की संस्कृति लोगों की आदतों को नहीं समझते हैं उनके पर्चेसिंग बिहेवियर को वे उत्पाद में क्या पसंद करते हैं किस प्रकार केप्राइसिंग मैकेनिज्म का पालन करते हैं वे किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म का पालन करते हैं यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप समस्या में उतर सकते हैं तो यह इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या है यह एक व्यवस्थित सभा रिकॉर्डिंग एनालिसिस और डेटा की व्याख्या और इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च से संबंधित समस्याओं की जानकारी है इसलिए मैं आपको उदाहरण के लिए कई उदाहरण देता हूं जब आप केलॉग के बहुत लोकप्रिय मामले को जानते हैं जब शुरू में केलॉग भारत आए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया क्या कारण था इसका कारण केलॉग का विचार था कि नाश्ते के अनाज के रूप में उत्पाद कॉर्न फ्लेक्स बहुत लोकप्रिय थे यह भारत में उन खंडों में स्वचालित रूप से बिकेगा जहां वे खंडों में उच्चतर और कुछ और लेकिन वे भूल गए कि भारतीय उपभोक्ता की आदत है कि वह अपने नाश्ते का उपभोग करें दूध वह है जो भारतीय उपभोक्ता ठंडे दूध के उपयोग के बजाय केलॉग के गर्म दूध का सेवन करते हैं इसलिए जब वे केलॉग पर गर्म दूध डालते हैं तो वे गर्म दूध का सेवन करते हैं इसलिए जब वे केलॉग पर गर्म दूध डालते हैं कॉर्नफ्लेक्स अपना कुरकुरापन खो देता है ताकि लोगों को लगे कि यह उत्पाद खराब है यह एक हीन उत्पाद है इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया कंपनी को नाश्ता अनाज खाने की आदत के बारे में लोगों को शिक्षित करना था इसलिए उन्होंने इसके बाद अच्छा काम किया ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जो समुद्र के लोग भारत आए थे जब वे फिर से उत्पादों के साथ आए तो शुरू में उन्होंने पाया कि बाजार स्वीकार नहीं करते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने उत्पादों को वोल्टेज और अपने देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बनाया था इसलिए जब वे सीधे भारत में उत्पादों को लॉन्च करते हैं तो भारत में एक साथ एक अलग सशर्त स्थिति थी इसलिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च आपको उपभोक्ताओं के साथ होने वाली सबसे बड़ी समस्या की पहचान करने में मदद करता है कई बार हम एक सेल्फ रिफरेन्स क्राइटेरिया की समस्या में पड़ जाते हैं इसका मतलब है कि हम अपने दृष्टिकोण से सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं जो कई में बहुत खतरनाक है मामलों में कोका कोला का मामला आता है जब कोका कोला चीन गया था तो उन्होंने इस बदलाव को बदल दिया कि मैंडरिन भाषा में नाम चीनी भाषा है परिणाम क्या हुआ यह था उन्होंने को को के ला का अर्थ कुछ इस तरह दिया जिसका मतलब था बाइट द वैक्स टैडपोल को कुछ काटो बाइट द वैक्स टैडपोल जब अर्थ ऐसा था जो इस उत्पाद को पसंद करेगा इसलिए कभी कभी उस संस्कृति को नहीं समझेंगे जो समझ में नहीं आएगा भाषा सब कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानदंड बन जाती है इसलिए आप कैसे करते हैं कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक रिसर्च अलग नहीं हैं वे एक ही तकनीक हैं एक ही पर्यावरण में अंतर हैं जिनसे उपकरण पर्यावरण पर लागू होते हैं आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरण अलग हैं मान लीजिए कि आप एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना चाहते हैं सर्वे इंस्ट्रूमेंट भारत में आसानी से लागू हो सकता है लेकिन यह दूसरे बाजार में लागू नहीं हो सकता है जहां लोगों के पास उनके साथ समय नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस रूप में सर्वेक्षण का उपयोग उस विशेष देश में शायद टेलिफोनिक मेथड शायद ऑनलाइन मेथड या शारीरिक रूप से एक से एक साक्षात्कार में किया जाता है इसलिए चार प्राथमिक कारण क्या हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक रिसर्च के बीच अंतर करने के लिए इसलिए चार पैरामीटर चीजें हैं जो प्रतियोगिता को परिभाषित करते हुए प्रतियोगिता के नए पैरामीटर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स की एक व्यापक परिभाषा को परिभाषित करते हैं और पूरी प्रक्रिया में शामिल फैक्टर्स की संख्या में वृद्धि करते हैं इसलिए कार्य करते हैं उदाहरण के लिए इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च में तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण को पहचानने और अवसरों और खतरों का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को स्कैन करना है सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को स्कैन करने और अवसर की पहचान और विश्लेषण करते हैं और उदाहरण के लिए एक बाजार हो सकता है बहुत आकर्षक लग रही हो लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से आप जानते हैं कि खतरे अस्थिरता हैं यह एक बहुत कमजोर बाजार हो सकता है इसलिए कई कारण हो सकते हैं इसलिए बाजार को पर्यावरणीय रुझानों की निगरानी करने के लिए मार्केट इनफार्मेशन सिस्टम का निर्माण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाजार में लोगों की प्रवृत्ति क्या है वे कैसे खरीद रहे हैं वे कैसे खरीद रहे हैं और जब वे खरीद रहे हैं मार्केटिंग मिक्स ऑप्शंस और रणनीतियों को विकसित करने के लिए प्राइमरी रिसर्च सर्विस का उपयोग करना और उन इनपुट्स का उपयोग करना तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में क्या समस्याएं हो सकती हैं जैसा कि मैंने कहा यह भाषा संस्कृति की समस्या हो सकती है इसलिए इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च के लिए ढांचा यदि आप चरण 1 को देख सकते हैं तो समस्या की पहचान विकास और दृष्टिकोण कर सकते हैं कि क्या आप इसे खोजपूर्ण दृष्टिकोण में करना चाहते हैं दृष्टिकोण करें कि आप किस तरह का दृष्टिकोण करना चाहते हैं डिजाइन तैयार करना है ताकि इस बारे में बात की जा सके कि आपका नमूना कौन है कितने नमूने हैं डेटा और इन सभी चीजों को कैसे इकट्ठा किया जाए फिर आप डेटा संग्रह डेटा तैयारी करते हैं और आप डेटा का विश्लेषण करते हैं और फिर आप सही चीजों की रिपोर्ट करते हैं इसलिए यह कमोबेश एक ही बात है तो नए एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं नए एनवायरमेंटल फैक्टर्स कारक प्रबंधन की जरूरत की तरह हैं क्योंकि यह कहता है कि मेजबान देश की संस्कृति को जानें अब संस्कृति अब मैं यहां एक उदाहरण दूंगा यह यह मार्लबोरो पिप्स मॉरिस का मामला था जब उनके पास काऊ बॉय का बहुत लोकप्रिय सफल विज्ञापन अभियान था इसलिए उन्होंने सोचा कि यह दुनिया भर में इस तरह की सनक बन गई है कि वे यह एक सफल विज्ञापन होगा जहाँ भी उन्होंने इसे रखा है तो विज्ञापन ऐसा था कि एक काऊ बॉय है जो यात्रा कर रहा था और वह जंगल के पास है और रेलवे ट्रैक है और एक मछली जिसे आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक में शिकंजा समाप्त हो गया है इसलिए वह एक सिटअप को ठीक करता है इसलिए विज्ञापन अमेरिका और अन्य बाज़ारों में बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इसका कारण बहुत था इसका कारण यह था कि अमेरिका में काऊ बॉयजैसा आपको लगता है कि आपको जंगल और इन सभी चीजों को खोजने में बहुत अच्छा लगता है जहां उनके लिए बहुत अच्छा है समान विज्ञापन जब वे ज्यादा नहीं बदले और उन्होंने ब्राजील में लॉन्च किया तो क्या हुआ विज्ञापन फ्लॉप हो गया इसका कारण ब्राजील में एक जंगल था एक जंगल उनके लिए कुछ भी नया नहीं है क्योंकि ब्राजील जंगल से भरा हुआ है इसलिए यह इतना छोटा था ऐसी बात जो वे समझना भूल जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था और स्थिरता के स्तर को समझना अब कई मार्केटर्स भारत में आ गए हैं जो वे भारत से वापस चले गए हैं उदाहरण के लिए 70 के दशक में आईबीएम आया कोको कोला आया और वे टिक नहीं सके क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अलग थी मौजूदा संरचनाओं को समझना सामाजिक संरचनाओं में अंतर सामाजिक संरचना और भाषा जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि उदाहरण के लिए भारत में बोली कम से कम हर 26 किलोमीटर पर बदलती है अब हम एक ऐसे बाज़ारिया को कहते हैं जो नई जगह पर आ रहा है अगर वह समाज में संरचना को नहीं समझता है तो कैसे समाज बनता है उदाहरण के लिए भारत या एशियाई देशों में बहुत अधिक हायरार्की है उदाहरण के लिए बहुत सम्मान है आप किसी को नाम से नहीं कह सकते हैं जो शायद पश्चिमी देशों में एक एमएनसी संस्कृति के साथ है जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो बहुत वरिष्ठ है आप नाम से भी जानते हैं इसलिए यह संरचना है या जिसे लोग एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सराहना नहीं कर सकते हैं इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी को समझना होगा संस्कृति कैसे अलग है फिर कानूनी मुद्दों को समझना इसलिए उदाहरण के लिए एक स्थान पर कानूनी मुद्दा क्या है कुछ देशों में रिश्वतखोरी रिश्वत की परिभाषा काफी भिन्न है कि आप दूसरे देश में क्या परिभाषा पाते हैं अब इंटरनेशनल रिसर्च के महत्व पर आ रहा है फर्म्स को सीखना चाहिए कि वे अवसर कहां हैं जो ग्राहक चाहते हैं कि वे क्यों चाहते हैं और कैसे वे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और ठीक चाहते हैं अनुसंधान प्रबंधन को अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों की पहचान करने और विकसित करने की अनुमति देता है और फिर उन फर्म्स को संभावित व्यापार के अवसरों की पहचान और मूल्यांकन करना चाहिए और फिर बाद में बाजारों को लक्षित करें इसलिए इन सभी को करने के लिए यह सरल नहीं है यह बहुत जटिल है क्योंकि यद्यपि हम मानते हैं कि मेरा मतलब है कि मेरे पड़ोसी पाकिस्तान में हैं लेकिन दोनों देशों में संस्कृति और राजनीतिक जलवायु के बीच अंतर का एक समुद्र है इसलिए जब आप नए बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए एक प्रबंधन उपकरण के रूप में इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च फर्म के जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से मदद कर सकता है हाँ त्रुटियों से बचने के अवसरों की पहचान करें और उदाहरण के लिए विदेशी उद्घाटन के साथ फर्म्स की क्षमताओं का मिलान करें जब कंपनियों में से यह एक उदाहरण है चिकन पंख अब यह एक ऐसा उत्पाद था जिसका कई देशों में सेवन नहीं किया जाता है लेकिन जब उसी उत्पाद को चीन में प्रलाप के रूप में लॉन्च किया गया तो यह एक बड़ी हिट बन गया इसलिए किसी अवसर को खोजने के अवसर को समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च को यह तय करने के लिए आवश्यक नहीं है कि कौन से विदेशी बाजारों में उदाहरण के लिए आज तक प्रवेश किया जाए जो कि सबसे सफल कंपनी में से एक है जो चीन में सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाया था या चीनी समकक्ष बैदू के खिलाफ गणना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है नेस्ले लंबे समय तक चीन में सिर्फ इसलिए लाभदायक नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें स्वीकृति नहीं मिल रही थी इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च आपको यह पहचानने में मदद करता है कि किन बाजारों में प्रवेश करना है ताकि भौगोलिक रूप से बाजार बंद न हों या आपको पता चले कि यह अलग कहानी है लेकिन जो हैं स्वभाव व्यवहार के संदर्भ में प्रकृति के समान है ताकि आपको समझना आसान हो जाए इसलिए विदेशी बाजार की संभावनाओं पर शोध करने की प्रक्रिया एक है इसलिए आकर्षक देश के बाजारों के लिए तीन सेजस स्टेज एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हैं इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आपको विदेशी बाजार के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए दूसरा यह है कि कुल मांग क्या है अब अनुसंधान से आपको न केवल एक बाजार की पहचान करने में मदद करनी चाहिए बल्कि प्रत्येक चयनित बाजार की मांग को भी पहचानना चाहिए तीसरा यह है कि जिन उत्पादों की चर्चा हो रही है उनके लिए संभावित मांग कितनी आकर्षक है यह तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब कोई विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहता है अब जब आप इंटरनेशनल बायर बिहेवियर रिसर्च के बारे में बात करते हैं अब इंटरनेशनल बायर बिहेवियर का मतलब है कि जब मैं एक नए बाजार में आ रहा हूं तो इसका क्या मतलब सरल है तो व्यवहार क्या है खरीदार में व्यवहार परिवर्तन जो वर्तमान बाजार में मौजूद नहीं है उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि ब्रांड प्रीफरेन्सेस कुछ ब्रांड एक बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन वे दूसरे बाजार में बिल्कुल असफल हैं उदाहरण के लिए यदि आप कई हैं शीतल पेय उदाहरण के लिए पेप्सी भारत में एक बहुत लोकप्रिय शीतल पेय है लेकिन कई अन्य देशों में ऐसा नहीं हो सकता है ब्रांड दृष्टिकोण ब्रांड जागरूकता कितने लोग जागरूक हैं इसलिए यदि जागरूकता अपने आप कम है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा बहुत बुरा प्रभाव होगा फिर अंत में उपभोक्ता विभाजन आप बाजार को कैसे विभाजित करते हैं यदि आप उस स्थान की संस्कृति को नहीं समझते हैं या जिस तरह से लोग खरीद रहे हैं तो विभाजन और लक्ष्यीकरण बहुत मुश्किल और स्थिति में भी हो जाता है इसलिए जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो यह एक सामान्य तकनीक है लेकिन सीमेंस के भारत में कैम के रूप में मैंने कहा कि वे अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो चर्चा करने की आवश्यकता है जब केलॉग भारत आए थे तो उन्होंने अच्छी तरह से मांग नहीं की थी बाजार भिन्न हो सकता है इसलिए कि जिस उत्पाद की भारत में उदाहरण के लिए P की आवश्यकता होती है हम मानते हैं कि वह उत्पाद कम से कम लोगों के बड़े खंड के लिए बहुत आकर्षक नहीं हो सकता है लेकिन यह बहुत स्थिर होना चाहिए अर्थात जीवन की लंबाई या उत्पाद जीवन चक्र हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पैसे के लिए मूल्य पर विश्वास करते हैं इसलिए जब हम उन पैटर्न्स पर सोच रहे होते हैं तो एक बाज़ारिया को अधिक मजबूत और स्थिर उत्पाद विकसित करना पड़ता है फिर अधिक सौंदर्य उत्पाद कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अध्ययनों को समझना और पैकेजिंग डिजाइन का परीक्षण करना जैसा कि मैंने कहा और अंत में टेस्ट मार्केटिंग तो जब हम एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट रिसर्चकर रहे हैं तो आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि इस बाजार में किस तरह के उत्पाद स्वीकार्य होंगे और उन्हें कैसे पैक किया जाना चाहिए उन्हें बाजार में कैसे बेचा जाना चाहिए इसलिए इसी तरह जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को समझने की आवश्यकता होती है यह बहुत दिलचस्प है कि कुछ मामलों में कुछ देशों में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उदाहरण के लिए बहुत लंबे हैं जापान में 5 6 स्तर खाद्य उद्योग में उदाहरण के लिए 5 चैनल के 6 स्तर लेकिन कुछ अन्य देशों में उन्होंने मध्यस्थ को बहुत हद तक काटने की कोशिश की है तो चैनल कैसा प्रदर्शन कर रहा है और आपके पास स्थानीय चैनल का ज्ञान कैसे है जो उस समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है जब आपको अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बारे में बात करनी हो तो संयंत्र कहां होना चाहिए आपको संयंत्र कहां रखना चाहिए अब आप यह कैसे तय करेंगे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि योजना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपकी योजना का स्थान गलत है तो आप लागत बढ़ाएँगे और आप कभी कभी इसे सही बाजार में भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह प्रचार कितना प्रभावी है जो कि स्थानीय मीडिया है जो कई एमएनसी पर अधिक लोकप्रिय दिख रहा है यदि आप वर्तमान आईपीएल में भी देख रहे हैं और सभी क्रिकेट मैच जो चल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल में आप कभी कभी स्थानीय भाषाओं को दक्षिण भारतीय भाषा में सलाह देते हैं और सभी अब भी एमएनसी के स्थानीय मीडिया के माध्यम से लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं अब ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय भावना को ऐसा करने के लिए कि वे यह महसूस कर रहे हैं कि हम आपके बहुत अभिन्न अंग हैं इसलिए हम नहीं जानते कि मूल कंपनी की कंपनी स्वीडन कहने से हो सकती है लेकिन आज हम ऐसा महसूस करते हैं उदाहरण के लिए यहाँ से बाटा बाटा है हम बहुत से लोगों को चाहिए कि चेता चेकोस्लोवाकिया से है इसलिए अब बाटा का नाम पर्यायवाची है कोलगेट भारतीय नहीं है बल्कि समान रूप से पर्यायवाची नाम है तो सर्वे मेथड्स के अंतर क्या हैं इसलिए अंतर सर्वे मेथड का उपयोग किया जाता है सर्वे मेथड्सका उपयोग बड़े पैमाने पर बाजारों के लिए भी होता है इसलिए क्योंकि कम लागत वाले मेल साक्षात्कारों का उपयोग अधिकांश विकसित देशों में किया जाता है साक्षरता अधिक होती है और डाक अच्छी तरह से विकसित होती है यदि आप इस शोध में कहते हैं कि कुछ विकसित देशों में मेल साक्षात्कार अच्छे हो सकते हैं देशों में शैक्षिक स्तर सभी लोग बेहद उच्च मेल साक्षात्कार थे लेकिन अन्य और अफ्रीका एशिया दक्षिण अमेरिका में आम हैं लेकिन अगर आप देखते हैं कि पुरुष सर्वेक्षण और मेल पैनल्स का उपयोग अशिक्षा के कारण बहुत कम है और यहां तक कि बैंकिंग और डाक प्रणाली भी बहुत विकसित नहीं है अगर पिछले एक अगर आप देख सकते हैं कि मेल सर्वेक्षण आम तौर पर औद्योगिक इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में अधिक प्रभावी होते हैं हालांकि प्रत्येक फर्म के भीतर उपयुक्त रेस्पोंडेंट की पहचान करना और उसे पर्सनलाइज़ करना मुश्किल है इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सामना करना है सऊदी अरब में डोर टू डोर साक्षात्कार अवैध है आप सऊदी अरब में डोर टू डोर नहीं कर सकते कुछ दक्षिण अमेरिका और एशियाई शहरों के सटीक नक्शे भी उपलब्ध नहीं हैं इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार इन समस्याओं का सामना करते हैं तो अगर आप ग्लोबल जा रहे हैं तो क्या कठिनाइयाँ हैं भाषा धर्म की दौड़ अधिक अज्ञात बाजार की स्थिति किस तरह की डेटा संग्रह विधि है इस पद्धति के बारे में मुझे नहीं पता हमें इसके बारे में सोचना होगा लंबे समय के पूरा होने का समय स्पष्ट है क्योंकि बाजार नया है लागत उच्च और बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव लॉज़ हैं तो ये कठिनाइयाँ अनुसंधान को कैसे प्रभावित करती हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है अब आप सेकेंडरी डेटा का उपयोग कर सकते थे जो पहले से ही उपलब्ध है लेकिन फिर सेकेंडरी डेटा के साथ भी समस्या है पहले डेटा की उपलब्धता है अब कभी कभी डेटा नियमित रूप से एकत्र नहीं किया जाता है और यह पुराने डेटा को पुराना कर सकता है इसलिए यह डेटा उपलब्धता और विश्वसनीयता दोनों का सवाल संदिग्ध है इसलिए कभी कभी लोग जानबूझकर डेटा को गलत तरीके से लिखते हैं अब उस डेटा को स्टैंडर्ड डेटा के रूप में नहीं लिया जा सकता है इसलिए और अलग अलग समय अवधि में तुलना करना बहुत मुश्किल है मान लीजिए कि कुछ को 10 साल या 15 साल पहले लिया गया है तो आज डेटा बेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले से ही बाजार लोग संस्कृति उनके व्यवहार में नाटकीय रूप से बदलाव आया है तो ये सेकेंडरी डेटा में कुछ समस्याएं हैं अब प्राथमिक आंकड़ों पर आते हुए जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में बात करते हैं तो यह कुछ मुद्दे बन जाते हैं पर्याप्त डेमोग्राफिक डेटा और उपलब्ध सूची का अभाव तो आपके पास डेमोग्राफिक समस्या नहीं है आपके साथ सूची 1 समस्या है आप अपनी राय और दृष्टिकोण कैसे बता सकते हैं इसलिए उत्पाद और अवधारणा के मूल्य और उपयोगिता को पहचानने की क्षमता भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आप नहीं जानते कि लोग आप पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह मानने की इच्छा है कि यह मध्य पूर्व का कुछ देश है जहाँ आप महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे यह मुश्किल होगा लेकिन जब आप कुछ यूरोपीय देशों में जाते हैं यह मामला नहीं है इसलिए भाषा और ये सभी चीजें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अन्य समस्याओं में योग्य शोधकर्ताओं और एक औरसेकेंडरी डेटा की कमी है जिस पर हमने चर्चा की तो नए बाजार में मिलने वाले योग्य शोधकर्ताओं को देखने की क्षमता बहुत आसान नहीं हो सकती है लेकिन स्थानीय ज्ञान चुनौती है क्योंकि खुद को बनाए रखना बहुत कठिन है इसलिए यदि आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिकांश मामलों को देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंपनियां बाजार में प्रवेश करें और समझें कि वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए मैं निश्चित उदाहरण बताऊंगा उदाहरण के लिए कि कैसे कुछ कंपनियों के सफल होने के लिए भाषाएं प्रमुख बाधाएं बन गईं मुझे लगता है कि यह सामान्य मोटर्स था नोवा एक कंपनी थी वन कार कंपनी एक ब्रांड की कार थी जो स्पेन में सामान्य मोटर्स की कंपनी थी जब उन्होंने स्पेन में लॉन्च किया तो शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया अब यह क्या बदला है स्पेन में नोवा शब्द का अर्थ कुछ ऐसा था जो बहुत अधिक विडंबनापूर्ण नहीं है कुछ बहुत ही हास्यपूर्ण है जो कुछ भी खत्म नहीं करता है कुछ है तो लोगों को इसे क्यों खरीदना चाहिए ताकि यह भाषा एक महत्वपूर्ण बात बन जाए सही है एक और उदाहरण भी मुझे लगता है कि ford एक के साथ आया था दक्षिण अमेरिकी बाजार में जाने पर कार को सही पिंटो कहा जाता है लेकिन वे वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते हैं हालांकि यह शब्द वास्तव में एक स्लैंग थी इसलिए उत्पाद अंततः अच्छा नहीं हुआ वे असफल रहे इसलिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बात करते समय समझने की आवश्यकता है इसलिए किसी को बहुत स्पष्ट होना चाहिए जब आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में आते हैं उदाहरण के लिए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप देखते हैं तो हमें इस आरेख पर वापस जाने की आवश्यकता है अब यदि आप इस भाग को देखते हैं तो आप विपणन पर्यावरण सरकार पर्यावरण कानूनी वातावरण आर्थिक वातावरण संरचनात्मक पर्यावरण सूचना और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को समझेंगे अब ये सभी कारक व्यक्तिगत रूप से यदि आप समझते हैं कि उनके पास एक है जब कोई ग्रामीण बाजार में प्रवेश करता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को इन सभी समस्याओं का ध्यान रखना पड़ता है एक बाजार में कानूनी मुद्दे दूसरे बाजार में कानूनी मुद्दों से बेहद अलग हो सकते हैं एक बाजार में सांस्कृतिक मुद्दे दूसरे बाजार के सांस्कृतिक मुद्दों से पूरी तरह अलग हैं इसलिए मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय पदोन्नति के बारे में भी बताया है एक और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण सऊदी में एक दूसरे देशों में पदोन्नति मैं उर्दू में सोचता हूँ अगर आप देखते हैं कि क्या होता है जिस तरह से वे जिस भाषा को लिखते हैं वह दाएं से बाएं है हम बाएं से दाएं लिखते हैं वे दाएं से बाएं होते हैं तो यह डिटर्जेंट उत्पाद का उत्पाद था इसलिए उन्होंने एक उदाहरण लिया कि वे खराब ले गए हैं आप जानते हैं कि गंदा कपड़ा कुछ बाल्टी में डूबा हुआ है और कुछ डिटर्जेंट डालकर इसे साफ करें और उन्होंने इसे धूप में रखा ताकि वे दिखाए कि गंदा एक बन गया है बहुत साफ कपड़े एक ही व्याख्या दूसरे बाजार में बाजार में अलग अलग हो गए जहां उन्होंने इसे दाएं से बाएं ले लिया इसलिए उन्होंने पहले शुरू किया अब एक साफ कपड़ा लिया गया है और इसे बाल्टी में डुबोया गया है और अब जो निकलता है वह एक गंदा है कपड़ा इसलिए जब इस तरह के सांस्कृतिक हादसे हो सकते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी के लिए एक का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता है जो कोई भी उत्पाद हमसे उम्मीद नहीं कर सकता है इस बाजार में निर्माण सभी बाजारों में समान रूप से सफल होगा इसलिए बाजार को मौजूदा बाजार परिदृश्य में इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है यहां तक कि यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि भारत जिसे एक समय में बहुत समृद्ध देश नहीं माना जाता था Apple इसे सबसे बड़े बाजारों में से एक मानता है इसलिए सवाल इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में है जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो संस्कृति भावनाओं परंपरा की भाषा और व्यवहार संरचनात्मक व्यवहार समाज की संरचना इन सभी चीजों को समझने और उन्हें समझने के बिना बहुत सावधान रहना होगा कोई व्यक्ति पर्याप्त शोध किए बिना है अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बस इस बात का सामना करना पड़ेगा कि चीन में कोका कोला किस अधिकार का सामना करता है या क्या आप जानते हैं कि स्पेन में किसी अन्य देश में आम मोटर का सामना करना पड़ता है और आप का सामना करना पड़ा दक्षिण अमेरिका को पता है इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत संवेदनशील अध्ययन है और एक बहुत ही सावधानीपूर्वक और निर्णय लेने के लिए है कि अध्ययन कैसे किया जाए और किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाए अन्यथा अनुसंधान प्रक्रिया एक ही रहती है यह अलग नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार का निर्णय लेते समय किसी को क्या विचार करना चाहिए इसलिए हम सभी के लिए है इस सत्र के लिए यह वर्ग और इसलिए हमने आपको बहुत धन्यवाद दिया है मुझे आशा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारोंइंटरनेशनल मार्केटिंग की भूमिका के बारे में स्पष्ट कर दिया है और यह अब कितना महत्वपूर्ण हो गया है यह ग्लोबलाइजेशन के साथ है और अंततः कंपनियों को किस तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है उत्पादों को विकसित करना और इसे बाजारों में बेचना क्योंकि एक बार जब आप इसे कर चुके होते हैं तो आपने एक पूंजी के रूप में पूंजी में बहुत अधिक निवेश किया है और सभी को वापस नहीं लिया जा सकता है इसलिए मार्केटर्स के लिए शोध करना और पता लगाना वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है पी एंड जी PG शोध और अनुसंधान करता है और अनुसंधान करता है जब यह बाजार के समाधान के साथ आता है तो दूसरों के लिए रास्ता देने का समय आ जाता है ताकि इस तरह के अनुसंधान एक कंपनी कर रहे हैं यही कारण है कि वे सफल रहे हैं और वे कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छा शोध करने में सक्षम नहीं हैं वे बुरी तरह से विफल हो गए हैं या वे भारी हार गए हैं और वे बाजार से बाहर हो गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद